आइए इन्वेंट्री मॉडल पर हमारी चर्चा जारी रखें इन्वेंट्री मॉडल को देखते हुए जहां समय के साथ मांग बदलती रहती है अब तक सभी इन्वेंट्री मॉडल में हमने दो धारणाएं बनाई हैं एक यह है कि योजना अवधि अनंत है इसलिए हमारे पास एक अनंत योजना अवधि है और दूसरी मांग समान है या निरंतर और समान मांग है उदाहरण के लिए जब हमने बुनियादी इन्वेंट्री मॉडल को देखा जो कि देखा गया टूथ मॉडल है और जब हमने कहा कि हम Q पर ऑर्डर देना शुरू करते हैं समय के बराबर 0 पर हम एक Q ऑर्डर करते हैं और इसे तुरंत रिप्लेनिश्ड किया जाता है और फिर इसका उपभोग किया जाता है जब तक इन्वेंट्री 0 तक नहीं पहुंचती है और तब एक और ऑर्डर दिया जाता है और फिर यह प्रक्रिया निरंतर चलती है अब इसमें हम मान लेते हैं कि यह हमेशा के लिए चलने वाला है और हम एक अनंत काल की योजना बना रहे हैं और क्योंकि हम एक निश्चित अवधि के लिए एक वर्ष की तरह कुल लागत का मूल्यांकन करने के लिए एक अनंत अवधि की योजना बना रहे हैं और फिर हम Q के मूल्य का प्रयास और अनुकूलन करते हैं जिसके लिए कुल लागत को कम से कम किया जाता है दूसरी महत्वपूर्ण धारणा यह है कि डिमांड D वह दर है जिस पर इन्वेंट्री गिर रही है डिमांड D हर अवधि में समान है इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हर उदाहरण पर समान है अब इन्वेंट्री समस्याओं का क्या होता है जब मांग समय के साथ बदलती है जो एक बहुत ही व्यावहारिक चीज है जो चारों ओर होती है अलग अलग अवधि में उत्पादन की मात्रा अलग अलग होती है क्योंकि अलग अलग अवधि के लिए मांग अलग अलग होती है और एक बार उत्पादन की मात्रा अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग होती है उन्हें बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा भी भिन्न होगी इन्वेंट्री समस्याओं के लिए अग्रणी जहां मांग समय के साथ बदलती रहती है तो आइए एक उदाहरण लेते हैं और समय की मांग के अनुसार कुछ चीजों के बारे में बताते हैं इसलिए हम एक उदाहरण लेते हैं जहां हम मानते हैं कि हमारी 12 महीने की मांग है और ये मांगें हैं 400 600 1000 800 1200 900 800 1000 1200 700 600 और 800 अब इन नंबरों को ऐसे लिया गया है जब हम उन सभी को जोड़ते हैं जो हमें 10000 मिलते हैं इसलिए अब हम मानते हैं कि 10000 की वार्षिक मांग अब इस की 12 मासिक मांगों में विभाजित हो गई है अब कई प्रश्न हैं अब पहले के मॉडल की तरह क्या हम समान ऑर्डर मात्रा में जा रहे हैं या ऑर्डर की मात्रा अलग होने वाली है या जैसे पहले के मॉडल में हम आवृत्ति के समान क्रम के लिए जा रहे हैं या क्या क्रम आवृत्ति भिन्न होने जा रही है इसलिए हमने तुलना के लिए यहां फिर से मान लिया कि ऑर्डर की कीमत 300 रुपये प्रति ऑर्डर है इन्वेंट्री होल्डिंग i 20 प्रतिशत है यूनिट मूल्य C का जो कि रुपये 20 भी है C c प्रति वर्ष 4 रुपये प्रति यूनिट है जो वही संख्या है जिसे हमने अपने पहले के उदाहरणों और दृष्टांतों में ग्रहण किया था और जैसा कि मैंने अन्य अंतरों का उल्लेख किया है हम 12 महीने या 12 अवधियों पर विचार कर रहे हैं अब प्रत्येक अवधि एक महीना है और हमारी योजना 12 महीने के अंत में बंद हो जाती है इसलिए हम इस विशेष स्थिति या चित्रण में 13 वें महीने की मांग को नहीं देख रहे हैं इस समस्या को हल करने का एक तरीका पूर्णांक प्रोग्रामिंग का उपयोग करना है और इसके लिए प्रेरणा निम्नानुसार है अब यदि हम इस महीने की अवधि और इस महीने की अवधि लेते हैं अब हम या तो 400 का ऑर्डर दे सकते हैं जो इस अवधि की मांग को पूरा करेगा हम कहते हैं कि हम 500 का ऑर्डर करते हैं अब क्या होता है अगर हम 500 का ऑर्डर करते हैं तो हम एक बार यहां 400 के लिए ऑर्डर करते हैं हम 500 की मात्रा का ऑर्डर करते हैं जो कि महीने के अंत में 400 में से खपत होती है और वहाँ है इस महीने की शुरुआत में एक 100 शेष इस 600 को पूरा करने के लिए अब उस 100 के साथ हम इस 600 को पूरा नहीं कर पाएंगे जिसका अर्थ है कि बीच में कहीं हमें एक और 500 के लिए एक आदेश देना होगा इसलिए इसके चरण पर यदि हम एक मात्रा का आदेश देते हैं जो बीच में कहे इन दो मांगों यह काफी संभावना है कि हम एक अतिरिक्त क्रम बना रहे हैं इसलिए अगर हम वास्तव में उस ऑर्डर को बचाना चाहते हैं तो यह है यह मान लेना आसान बनाता है कि अगर हम यहां ऑर्डर करते हैं तो हम 400 का ऑर्डर देंगे या 1000 का ऑर्डर करेंगे और न कि उस नंबर के बीच में तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम की ओर जाता है और यह परिणाम वैगनर व्हिटिन परिणाम है जिसे हमने वास्तव में पहले देखा है इसलिए मुझे उन दो परिणामों को दोहराना चाहिए तो कुछ शर्तों के तहत इस के लिए इष्टतम समाधान दो महत्वपूर्ण गुणों को संतुष्ट करेगा जो कि अगर मैं एक निश्चित अवधि की शुरुआत में एक आदेश देता हूं तो आदेश मात्रा होगी या तो उस अवधि की मांग या वहां से दो अवधि की मांग या वहां से तीन अवधि की मांग और इसी तरह तो कुछ निश्चित अवधि के लिए ऑर्डर की मात्रा एक मांग का योग होगी दूसरा महत्वपूर्ण गुण है मैं केवल तभी ऑर्डर दूंगा जब मेरा स्टॉक उस महीने की शुरुआत में 0 होगा इसलिए जब स्टॉक सकारात्मक हो तो वह स्टॉक मेरे लिए पूरे महीने की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कम से कम पूरे महीने की मांग इसलिए हम इन दो मूल विचारों को देखते हैं और फिर पूर्णांक प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में इस समस्या को तैयार करते हैं गतिशील प्रोग्रामिंग का उपयोग करके भी इसे हल किया जा सकता है लेकिन फिलहाल मुझे इसके लिए एक पूर्णांक प्रोग्रामिंग समस्या को तैयार करने और हल करने दें तो हम इन दो मान्यताओं का ध्यान रखते हैं ऑर्डर को शुरुआत में रखा गया है महीने का और ऑर्डर की मात्रा k महीने की मांग का योग होना चाहिए k उस बिंदु से 1 या 2 या 3 हो सकता है और दूसरी बात हम केवल एक ऑर्डर देते हैं जब स्टॉक 0 होता है यदि उस महीने की शुरुआत में स्टॉक होता है तो उस महीने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए तो जिस क्षण हम इन दो चीजों को ग्रहण करते हैं जो कुछ शर्तों के तहत होगा अब हम एक समस्या तैयार करते हैं जहाँ Y i बराबर है 1 के यदि हम एक ऑर्डर देते हैं महीने i में जब हम कहते हैं कि ऑर्डर दें तो हमारा मतलब है कि महीने की शुरुआत में ऑर्डर दें हम अभी भी तात्कालिक प्रतिकृति मानते हैं तो उस समय के साथ आने वाली मात्रा के साथ हम उस महीने की मांग को पूरा कर पाएंगे अब मान लीजिए की X i मात्रा का ऑर्डर है तो Y i एक द्विआधारी चर है इसलिए यह एक 0 1 चर है हम या तो एक ऑर्डर देते हैं या हम एक ऑर्डर नहीं देते हैं X i वह मात्रा है जिसका ऑर्डर दिया गया है तो उद्देश्य समारोह को कम करने ऑर्डर लागत के साथ ही इन्वेंट्री होल्डिंग लागत का योग होगा इसलिए हम पहले उद्देश्य फ़ंक्शन लिखते हैं हम उद्देश्य फ़ंक्शन का हिस्सा लिखते हैं फिर हम बाधाओं को लिखते हैं और फिर हम उद्देश्य फ़ंक्शन के शेष भाग को लिखते हैं इसलिए उद्देश्य समारोह लागत लागत के साथ साथ लागत को भी कम करना होगा इसलिए सिग्मा को मिनिमाइज करें i बराबर है 1 से 12 300 Y i क्योंकि हर बार जब कोई ऑर्डर दिया जाता है यदि Y i बराबर है 1 के तो हम 300 खर्च करते हैं जो ऑर्डर की लागत है तो यह कुल ऑर्डर कॉस्ट घटक है इसके अलावा हमें माल के लिए सूची धारण लागत की जरूरत है अभी यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं हमने गणना की है कि C c प्रति वर्ष 4 रुपये प्रति यूनिट है हमारी अवधि एक महीने है तो Cc के रूप में लिखा जाना है प्रति यूनिट प्रति माह इतने रुपये तो यह प्रति माह 4 से 12 या 1 से 3 प्रति यूनिट हो जाएगा तो इन्वेंट्री होल्डिंग की लागत प्लस 1 बाय 3 में होगी अब हम इन्वेंट्री को चार्ज करने जा रहे हैं हम एक और धारणा बनाने जा रहे हैं हम इन्वेंट्री को चार्ज करने जा रहे हैं उस अवधि में इन्वेंट्री को समाप्त करने के लिए आम तौर पर इन्वेंट्री को दो तरीकों से चार्ज किया जा सकता है एक है आप इसे औसत इन्वेंट्री पर चार्ज करते हैं जिसका अर्थ है इन्वेंट्री प्लस एंड इन्वेंट्री को 2 से विभाजित करना या आप इसे केवल इन्वेंट्री को समाप्त करने पर चार्ज कर सकते हैं इसलिए मान लें कि हम इसे केवल इन्वेंट्री समाप्त करने पर चार्ज करने जा रहे हैं तो आइए हम I 1 प्लस I 1 I 2 I 3 वगैरह को अंतिम सूची बताते हैं तो यह 1 बाय 3 3 I 1 प्लस I 2 प्लस I 12 फिर हम एक धारणा बनाते हैं कि शुरुआत इन्वेंट्री 0 है हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है जिसका मतलब है कि हमें यहां ऑर्डर देना होगा यह मान लेना भी उचित है कि I 12 भी 0 होगा इसलिए I 11 पर इसे रोकने के लिए पर्याप्त है क्योंकि हम लागत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए 12 वीं अवधि या 12 वें महीने के अंत में हम एक इन्वेंट्री को पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं अब हम ऐसा करेंगे तो लागत अधिक होगी केवल पूरा होने के लिए हम इसे I 12 लिखते हैं और समाधान कहते हैं कि I 12 0 है वर्ष के अंत में कोई सूची नहीं बची है तो यह वस्तुनिष्ठ कार्य है लेकिन अभी मैंने यहां I 1 I 2 को परिभाषित नहीं किया है क्योंकि मैं कुछ बिंदु पर I 1 और I 2 को समाप्त करने जा रहा हूं अब हमें बाधाओं कंस्ट्रेंट को देखना होगा तो बाधा 1 महीने की बाधा X 1 वह मात्रा है जो मैं ऑर्डर देता हूं तो यह X 1 से अधिक या D 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि यह 400 से अधिक या इसके बराबर होना चाहिए इसलिए मैं 400 की मांग को पूरा करता हूं अब D 1 बड़ा या बराबर है X 1 के इस को देखने का दूसरा तरीका है मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ यह एक अतिरिक्त बाधा नहीं है इसे बदलने जा रहा है यदि I 1 समाप्ति सूची है 1 अवधि के अंत में तो I 1 है X 1 माइनस D 1 है या जब हम इस असमानता को एक समीकरण में बदलते हैं तो आप X 1 माइनस I 1 बराबर है D1 के जो हमें देगा X 1 माइनस D 1 बराबर है I 1 के लिख सकते हैं तो यह इस प्रकार लिखा जाता है इससे हमें पता चलेगा कि I 1 बराबर है X 1 माइनस D 1 के इसलिए मैं सिर्फ यहाँ लिखने जा रहा हूं क्योंकि I 1 बराबर है X 1 माइनस D 1 के बाद में हम करेंगे I 1 के लिए स्थानापन्न अब अगर मैं पहले दो महीने लेता हूं तो दो महीने में जो मात्रा मैं ऑर्डर करता हूं वह X 1 प्लस X 2 है तो जो मैं X 1 प्लस में ऑर्डर देता हूं X 2 अब इन दो मांगों से अधिक होना चाहिए जो 1000 है मुझे उनसे मिलने में सक्षम होना चाहिए तो मेरे पास मेरी दूसरी बाधा होगी जो X 1 प्लस है X 2 D 1 प्लस D 2 से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए इसलिए अगर I 2 अवधि 2 के अंत में समाप्त होने वाली सूची है तो I 2 स्पष्ट रूप से D 1 प्लस D 2 के बीच का अंतर है दो महीनों में आदेश दिया गया है मुझे खेद है कि X1 प्लस X 2 जिसे दो महीने और D 1 प्लस D 2 में ऑर्डर किया गया है जिसका उपभोग दो महीने के लिए किया गया है अंतर I 2 है इसलिए I 2 बनेगा यहां से X 1 प्लस X 2 माइनस D 1 माइनस D 2 ठीक है तो जिस समय हम इन दो बाधाओं को समझते हैं बाकी बाधाएं आसान होती हैं 3 बाधाएं X 1 प्लस X 2 प्लस X 3 D1 प्लस D 2 प्लस D 3 से अधिक या बराबर होगी जिसमें से I 3 होगा X 1 प्लस X 2 प्लस X 3 माइनस D 1 माइनस D 2 माइनस D3 तो इस तरह हमारे पास 12 समय अवधि के लिए 12 बाधाएं हैं यह भी सामान्यीकृत किया जा सकता है और एक एकल बाधा में लिखा जा सकता है जो कि फॉर्म सिग्मा एक्स j j बराबर है 1 से I के सिग्मा D j से अधिक या बराबर है j बराबर है 1 से I के बराबर है 1 से 12 जिसका अर्थ है कि अगर हम 1 महीने को I लेते हैं तो यह X 1 D 1 से अधिक या उसके बराबर होगा 2 महीने i 2 के बराबर ले लो तो 1 से 2 तक j तो X1 प्लस X 2 D1 प्लस D 2 और इसी तरह से अधिक है तो 12 बाधाएं हैं जो इस तरह हैं फिर हमें X को Y के साथ जोड़ना भी होगा X की मात्रा है जिसे ऑर्डर किया गया है और हम i th महीने में X j या X i ऑर्डर कर सकते हैं केवल अगर हम ऑर्डर करना चुनते हैं जिसका मतलब है कि संबंधित Y i होना है 1 यदि X i 0 से अधिक है तो हमें X और Y से संबंधित होना चाहिए जो सामान्य बाधा द्वारा किया जाता है जो कि X i से कम या बराबर है M Y i इसलिए जब Y i 0 है जिसका अर्थ है कि मैं इस महीने में ऑर्डर नहीं करना चाहता हूं तब M Y i होगा 0 यह X i को अपने आप 0 होने के लिए मजबूर करेगा अगर मैंने एक महीने में ऑर्डर करने के लिए चुना जहां Y i बराबर 1 तो X i या तो 0 या नॉन 0 हो सकता है जो कि हम चाहते हैं तो इस तरह फिर से 12 और बाधाएं हैं जो इसके इस हिस्से की देखभाल करता है फिर निश्चित रूप से हम पहले से ही Y i को बाइनरी 0 1 के रूप में परिभाषित कर चुके हैं और हम X को पूर्णांक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या हम X को एक निरंतर परिवर्तनशील होने के लिए परिभाषित कर सकते हैं तो चलिए मान लेते हैं कि हम केवल X i को भी पूर्णांक के रूप में परिभाषित करते हैं क्योंकि वैगनर और व्हिटिन के विचार से हमारे पास सभी X i पूर्णांक होंगे क्योंकि ये सभी पूर्णांक हैं तो अब बाधाओं को X और Y के संदर्भ में लिखा गया है लेकिन उद्देश्य समारोह में यह शब्द है तो इस I 1 को X के संदर्भ में प्रतिस्थापित किया जाना है इसलिए I 1 था X 1 माइनस D 1 I 2 है X 1 प्लस X 2 माइनस D1 माइनस D2 I 3 है X 1 प्लस X 2 प्लस X 3 माइनस D 1 माइनसD 2 माइनस D 3 और इसी तरह से है इसलिए जब हम इसे I 1 प्लस I 2 प्लस I 3 में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें जो मिलेगा वह 12 टाइम्स X 1 प्लस 11 टाइम्स X 2 प्लस 10 टाइम्स X 3 आदि X 12 तक होगा क्योंकि I 1 के लिए आपके पास X 1 माइनस D 1 I 2 होने वाला है इसके लिए भी X 1 प्लस X 2 है तो इसमें X 1 टर्म होने वाला है I 3 में X 1 शब्द भी होगा तो सभी 12 में X 1 12 बार होगा तो यह 12 हो जाएगा X 1 अब X 2 I 2 I 3 से I 12 तक दिखाई देने वाला है इसलिए X 2 11 बार दिखाई देगा X 3 10 बार और इसी तरह दिखाई देगा माइनस एक बार फिर हमारे पास 12 डी 1 माइनस या प्लस 11 डी 2 प्लस 10 डी 3 वगैरह प्लस डी 12 इसका कारण यह है D 1 भी सभी 12 I's में दिखाई दे रहा है तो आपके पास माइनस 12 D 1 D 2 11 शब्दों में दिखाई दे रहा है I 2 से I 12 तक इसलिए यह भी दिखाई देगा इसलिए अब मैंने I's अंतिम सूची को समाप्त कर दिया है जिन I वेरिएबल्स को हमने खत्म कर दिया है और यह किसी भी रैखिक लीनियर प्रोग्रामिंग या पूर्णांक इंटिजर प्रोग्रामिंग में एक प्रथागत है यदि आपके पास उद्देश्य फ़ंक्शन में एक निरंतर शब्द है आप इसे हटा देते हैं और फिर आप इसे हल कर लेते हैं और बाद में आप इसमें निरंतर जोड़ सकते हैं तो यह निरंतर शब्द है इसलिए हम इस शब्द को हटा देते हैं और फिर हम इसे हल करते हैं तो अब हम इस पूर्णांक रैखिक पूर्णांक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कर सकते हैं एक सॉल्वर का उपयोग करके या अन्यथा X और Y के इष्टतम मूल्य को प्राप्त करने के लिए तो यहां 12 शब्द हैं 300 में Y 1 प्लस Y 2 तक Y 12 प्लस एक और शब्द यहां हैं जो इन्वेंट्री होल्डिंग लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं 12 बाधाएं हैं मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि हर अवधि में मांग पूरी हो कोई कमी नहीं है इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई कमी नहीं जोड़ी जाती है यह मॉडल कमी या बैकऑर्डरिंग प्लस X और Y के बीच लिंकिंग बाधाओं की अनुमति नहीं देता है इसलिए जब हम इस आशा को हल करते हैं तो हमें एक समाधान मिलेगा जो यह है तो इसका समाधान Y 1 Y 3 के बराबर Y 5 के बराबर Y 6 के बराबर Y 8 के बराबर Y 9 के बराबर Y 11 के बराबर 1 के समान होगा इसलिए समाधान कहता है हम महीनों में ऑर्डर देंगे 1 3 5 6 8 9 और 11 इसलिए 12 महीनों में से 7 हम ऑर्डर करेंगे ऑर्डर मात्रा क्या हैं बेशक समाधान भी एक चर के रूप में अतिरिक्त फेंक देंगे जो वहां होगा लेकिन जिस क्षण हमें Y's पता चलता है उसी क्षण हम X को भी जानते हैं क्योंकि मैं यहां एक ऑर्डर दे रहा हूं मैं यहां Y 3 पर एक ऑर्डर दे रहा हूं Y 5 पर एक ऑर्डर दे रहा हूं Y 6 पर एक ऑर्डर दे रहा हूं Y 8 पर एक ऑर्डर दे रहा हूं Y 9 पर एक ऑर्डर दे रहा हूं और मैं Y 11 पर एक ऑर्डर दे रहा हूं इसलिए जाहिर है कि मेरे ऑर्डर की मात्रा X 1 1000 के बराबर है क्योंकि मैं इस महीने में ऑर्डर नहीं कर रहा हूं मैं यहां ऑर्डर नहीं कर रहा हूं तो यहां ऑर्डर की मात्रा इन दोनों का योग है X 3 1800 है X 5 1200 है X 6 1700 है तो 1700 आता है क्योंकि मुझे इसके लिए 900 प्लस और 800 के लिए ऑर्डर करना है इसलिए 1700 X8 1000 है X 9 1900 है और X11 1400 है अब इस प्रणाली से जुड़ी कुल लागत क्या है कुल लागत यहाँ उद्देश्य समारोह मूल्य द्वारा दिया जाएगा यह उद्देश्य फ़ंक्शन मूल्य होगा इसके अलावा उस निरंतर कांस्टेंट को जोड़ना होगा इसलिए अब हम क्या करेंगे हम कुल लागत की गणना करेंगे तो यहां 7 ऑर्डर हैं तो 7 300 इन्वेंट्री होल्डिंग की लागत प्लस 1 बाय 3 है अब यहां हम 1000 का ऑर्डर करते हैं इस महीने के अंत में हम 600 ले जाते हैं अब यहाँ 0 है तो हम 1800 का ऑर्डर देते हैं इसलिए हम यहां एक और 800 ले जाते हैं अब यहाँ हम 1200 ऑर्डर करते हैं हम यहां सभी 1200 का उपभोग करते हैं यहां हम 1700 का ऑर्डर करते हैं हम 900 का उपभोग करते हैं इसलिए हम एक और 800 को यहां ले जाते हैं दूसरा 800 प्लस हम 1000 का उपभोग करते हैं हम 1900 का ऑर्डर करते हैं हम 1200 का उपभोग करते हैं इसलिए 700 का बैलेंस किया जाता है जो अंत में खाया जाता है इस अवधि के अंत में तो हम 1400 का ऑर्डर करते हैं 600 की खपत होती है 800 है जो किया जाता है इसलिए 800 यह भी दिलचस्प और स्पष्ट है कि 7 अवधियां हैं जहां एक ऑर्डर है 5 अवधियाँ हैं जहाँ इन्वेंट्री होल्डिंग है 12 के लिए बना रही है तो कुल लागत 2100 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 8 22 29 प्लस 8 37 3700 बाय 3 जो कि है इसलिए 2100 प्लस 123333 जो 333333 है इसलिए इस सूत्रीकरण फॉर्मूलेशन को लिखते समय मैंने उल्लेख किया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के दो शब्द हैं एक ऑर्डर कॉस्ट टर्म है और दूसरा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट टर्म है इसलिए मैंने फॉर्म्युलेशन लिखते समय उल्लेख किया था कि इन्वेंट्री लागत की गणना या तो एंड इनवेंटरी के आधार पर की जा सकती है या औसत एवरेज इन्वेंट्री के आधार पर की जा सकती है अब यह अभिव्यक्ति तब लिखी गई थी जब हमने इसे समाप्त सूची को ध्यान में रखते हुए लिखा था इसलिए हमने 12 महीनों में अंत सूची के रूप में I 1 I 2 को I 12 तक परिभाषित किया और फिर हमने 12 X 1 प्लस 11 X 2 प्लस आदि को सरलीकृत किया माइनस एक स्थिर कांस्टेंट और फिर हमने स्थिरांक कांस्टेंट को हटा दिया क्योंकि किसी भी गणितीय प्रोग्रामिंग समस्या में जब आप किसी फ़ंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं अगर ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन में कोई स्थिरांक कांस्टेंट होता है तो आप इसे हटा सकते हैं और फिर आप केवल चर वेरिएबल वाले शब्दों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है अगर हम इस इन्वेंट्री शब्द को लिखते हैं ले जाने की लागत अवधि कैरिंग कॉस्ट टर्म औसत इन्वेंट्री को ध्यान में रखते हुए और एंडिंग इन्वेंट्री पर विचार नहीं किया गया अब क्या समाधान बदल जाता है अगर हम ऐसा करते हैं तो हम वापस जाते हैं और इस शब्द की गणना करने की कोशिश करते हैं या इस शब्द के बराबर लिखें अगर हम औसत इन्वेंट्री पर विचार करते हैं और न कि खत्म होने वाली इन्वेंटरी तो हम उस हिस्से को यहाँ लिखें इसलिए इसके साथ शुरू करने के लिए हम मान लेंगे कि I 1 I 2 तक I 12 समाप्ति इन्वेंटरी के 12 मान मूल्य हैं तो अंत सूची के 12 मान मूल्य हैं I 1 I 2 तक I 12 अब अगर हम 1 अवधि लेते हैं तो शुरुआत इन्वेंटरी 0 है इसलिए आदेश मात्रा X 1 है इसलिए अब इन्वेंट्री शुरू होगी 0 प्लस X 1 जो कि 1 अवधि में X 1 है अब अवधि के अंत में समाप्ति इन्वेंटरी अवधि 1 के अंत में I 1 है अब हम अवधि 2 की शुरुआत में X 2 का ऑर्डर देते हैं तो इन्वेंट्री की शुरुआत I 1 प्लस X 2 होगी अब तीसरी अवधि के लिए समाप्ति इन्वेंटरी I 3 होगी लेकिन शुरुआत की इन्वेंटरी I 2 प्लस X 3 होगी क्योंकि I 2 वह इन्वेंटरी है जो 2 अवधि के अंत में उपलब्ध है और 3 अवधि की शुरुआत में हम एक X 3 जोड़ रहे हैं तो I 2 प्लस X 3 अवधि 3 के लिए शुरुआत इन्वेंटरी है I 3 समाप्ति इन्वेंटरी अवधि 3 के लिए है इसलिए इस तरह हम सभी शुरुआत इन्वेंटरी और समाप्ति इन्वेंटरी टर्म लिख सकते हैं 12 वें महीने की शुरुआत के लिए इन्वेंट्री I 11 प्लस X 11 होगा तो महीने 1 के लिए औसत एवरेज इन्वेंट्री होगी X1 प्लस I डिवाइडेड बाय 2 है एवरेज इन्वेंट्री यहां होगी I 1 प्लस X 2 प्लस I 2 डिवाइडेड बाय 2 और एक और टर्म यह I 2 होगा प्लस X 3 प्लस I 3 डिवाइडेड बाय 2 और 12 वीं अवधि के लिए यह I 11 प्लस X 11 प्लस I 12 होगा अवधि 12 वीं शुरुआत की इन्वेंटरी I 11 प्लस X 12 होगी क्योंकि X 12 वह मात्रा है जिसे हम ऑर्डर देते हैं तो यह I 11 हो जाएगा प्लस X 12 तो यह I 11 हो जाएगा प्लस X 12 प्लस I 12 डिवाइडेड बाय 2 होगा इसलिए यदि हम सभी औसत आविष्कारों को जोड़ते हैं तो हमें I 1 प्लस 2 यहां दिखाई देगा I 1 प्लस 2 भी यहां दिखाई देता है इसी तरह I 2 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ दिखाई देता है इसलिए जब हम केवल I 1 I 2 को I 12 शब्दों में लेते हैं तो हमारे पास I 1 होगा क्योंकि I 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक और I 1 डिवाइडेड बाय 2 है इसलिए I 1 प्लस I 2 प्लस I 11 तक I 11 में पिछले कार्यकाल के अलावा यहाँ से एक शब्द होगा और यहाँ से अलग I 12 में सकसीडिंग टर्म नहीं है क्योंकि यह अंतिम अवधि है तो I 11 तक इसके अलावा हमारे पास I 12 डिवाइडेड बाय 2 है और फिरहमारे पास X 1 बाय 2 प्लस X 2 बाय 2 प्लस X 3 बाय 2 अप टू X 12 बाय 2 होगा यह प्लस X 1 प्लस X 2 प्लस आदि प्लस X 12 डिवाइडेड बाय 2 होगा अब हमें क्या करना है यह लिखने के लिए I 12 डिवाइडेड बाय 2 पहले लिखने के लिए I 12 और फिर I 12 का विकल्प सब्सीट्यूट देखें कि क्या होता है अब I 12 क्या है I 12 12 वीं अवधि के अंत में इन्वेंट्री है शुरुआत की इन्वेंट्री यहां 0 है तो I 12 सिद्धांत प्रिंसिपल सिग्मा X 1 प्लस X 2 या सम ऑफ X 1 प्लस X 2 से X 12 तक है जो कि हमने खरीद लिया है माइनस D 1 प्लस D 2 से D 12 जो हमने खाया कंज्यूम किया है तो I 12 अब बराबर हो जाएगा I 12 है X 1 प्लस X 2 प्लस X 12 माइनस D1 प्लस D 2 अप टू D12 तक है तो मुझे यह सिग्मा X के रूप में लिखने दें और मुझे इसे लिखने दें सिग्मा D तो I 12 डिवाइडेड बाय 2 बराबर है सिग्मा X डिवाइडेड बाय 2 माइनस सिगमा D डिवाइडेड बाय 2 तो यह I 1 हो जाएगा I तो औसत एवरेज इन्वेंट्री होगी I 1 प्लस I 2 अप टू I 11 तक प्लस I 12 डिवाइडेड बाय 2 है सिगमा X बाय 2 माइनस सिगमा D बाय 2 है यह दूसरा सिगमा X बाय 2 है तो यह बन जाएगा प्लस सिग्मा X माइनस सिगमा D क्योंकि वहाँ है sigma X 2nd शब्द जो इससे निकलता है यह 2nd शब्द से एक और सिग्मा X है तो वे आपको सिग्मा X माइनस सिग्मा D देने के लिए जोड़ते हैं अब हमें वापस जाने की आवश्यकता है हम वास्तव में इसे दो तरह से देख सकते हैं लेकिन अधिक गणितीय तरीका यह है कि इन I 1 I 2 से I 11 तक को परिभाषित करने की कोशिश करें और फिर देखें कि वे क्या हैं अब I 1 प्लस I 2 क्या है I 1 है X 1 माइनस D 1 I 2 है X 1 प्लस X 2 माइनस D 1 माइनस D 2 और इसी तरह तब प्लस sigma X माइनस सिग्मा D अब यह है अब आपको I 1 plus I 2 plus I 11 मिलेंगे जो मैं लिख रहा हूं I 1 X 1 माइनस D 1 है I 2 X 1 प्लस X 2 माइनस D 1 माइनस D 2 है अब कुल इन्वेंट्री यह शब्द है यह शब्द वही है जो मैं यहां लिख रहा हूं अब यह शब्द I 1 प्लस I 2 अप टू I 11 प्लस I 12 बाय 2 है अब यह भाग I 12 बाय 2 इस पर लिखा है तो यह हिस्सा है तो यह हिस्सा है यह यहाँ है I 12 मुझे यहाँ से लिखने दो इसलिए कोई भ्रम कन्फ्यूजन नहीं है तो I 11 तक मैं यहाँ से लिख रहा हूँ अब यह भाग I 12 बाय 2 प्लस सिग्मा X बाय 2 है अब I 12 बाय 2 sigma X बाय 2 माइनस सिग्मा D बाय 2 प्लस सिग्मा X 2 है तो यहाँ आने वाला एक बाय 2 है तो यह X 1 माइनस D 1 प्लस X 1 माइनस X 2 माइनस D 1 माइनस D 2 हो जाएगा हमें 11 टर्म मिलती हैं तो 12 वीं टर्म नहीं होगी तो 11 वां टर्म X 1 प्लस X 2 से X 11 माइनस D 1 माइनस D 2 तक माइनस D 11 होगा इसलिए सरलीकरण पर यह X 1 11 बार आएगा तो यह मुझे 11 X 1 प्लस 10 X 2 प्लस 9 X 3 आदि तक X 11 है अब यह बन जाएगा माइनस 11 D 1 माइनस 10 D 2 माइनस 9 D 3 और ऐसे ही माइनसइ D 11 हो जाएगा एक बार फिर यह शब्द दोहराया जाएगा तो प्लस सिग्मा X माइनस सिग्मा D डिवाइडेड बाय 2 है अब जहां तक हमारा ख्याल है माइनस 11 D 1 माइनस 10 D 2 माइनस 9 D 3 से माइनस D 11 तक एक स्थिर कांस्टेंट है यह भी एक स्थिरांक कांस्टेंट है तो यह 11 X 1 प्लस 10 X 2 प्लस 9 X 3 से X 11 है सिग्मा X है X 1 प्लस X 2 प्लस X 3 से X 12 तक इसलिए जब हम इसे जोड़ते हैं तो हमें 12 X 1 प्लस 11 X 2 आदि प्लस X 12 माइनस एक बड़ा निरंतर कांस्टेंट K मिलता है इसलिए हमें लिखना है अगर हम औसत इन्वेंट्री शब्द लिखते हैं और इसे वापस लाते हैं अभिव्यक्ति हमें लिखनी चाहिए 1 बाय 3 12 X 1 प्लस 11 X 2 प्लस 10 X 3 प्लस X 12 माइनस कुछ बहुत बड़ा K स्थिरांक कॉन्फिडेंट और उसी विचार के आधार पर हम इस स्थिरांक को हटा सकते हैं और हम इसे हल कर सकते हैं इसलिए जहां तक अनुकूलन का संबंध है तब भी जब हम औसत इन्वेंट्री को देखते हैं जिसे इन्वेंट्री प्लस एंड एंडिंग इन्वेंट्री के रूप में 2 से विभाजित किया जाता है हमें एक ही अनुकूलन समस्या मिलती है सिवाय इसके कि निरंतर हम घटाना थोड़ा अलग है उसी चीज को देखने का एक और तरीका है कारण शायद यह है अगर आप यह देखते हैं शुरू में हमने इन्वेंट्री को I 1 प्लस I 2 प्लस I 3 अप टू I 12 के रूप में समाप्त किया अब आमतौर पर हमारे पास I 12 होगा 0 क्योंकि इन्वेंट्री की शुरुआत 0 है I 12 को धकेलने से उच्च लागत आएगी तो I 12 होगा 0 तो यह पर्याप्त है अगर हम I 11 तक करते हैं और उसी कारण से हमें पता चलेगा कि सिग्मा X सिग्मा D के बराबर होगा क्योंकि जब प्रारंभिक इन्वेंट्री 0 होगी तो हम नहीं खरीदेंगे और फिर अंत में इसे अंतिम सूची के रूप में रखेंगे तो यह शब्द अनिवार्य रूप से एक स्थिर कांस्टेंट बन जाएगा इसलिए औसत इन्वेंट्री भी हमें इन्वेंट्री को समाप्त करने के लिए समान मूल्य तक ले जाएगी इसलिए हमने पहले ही इष्टतम समाधान देख लिया है की यह समस्या बदलती नहीं है तो यह इसके लिए समाधान है कुल लागत की गणना में केवल परिवर्तन है अब जब हम इन्वेंट्री को समाप्त करने पर विचार करते हैं तो कुल लागत ऑर्डर लागत के लिए गणना की गई थी अंत सूची की लागत वहन करना अब हमें क्या करना है हमें इस लागत की गणना फिर से करनी होगी औसत इन्वेंट्री को ध्यान में रखते हुए और 5 शर्तों के बजाय 12 शब्द होंगे 5 शर्तें यहां आईं क्योंकि हमने 7 अवधियों के लिए ऑर्डर दिया था जिसका मतलब था कि 5 अवधियों की मांग है इसलिए जब हमने इन्वेंट्री को समाप्त करने के आधार पर गणना की तो हमें यहां 5 शर्तें मिलीं अब जब हम औसत इन्वेंट्री के आधार पर इसकी गणना करते हैं तो हमारे पास 12 शब्द होंगे इसलिए हम उन 12 शब्दों को फिर से गणना करते हैं और देखते हैं कि कुल इन्वेंट्री लागत का क्या होता है तो 7 ऑर्डर हैं ऑर्डर की लागत 300 के रूप में ली जाती है तो 7 में 300 प्लस 1 बाय 3 1 बाय 3 हमारा Cc है 4 प्रति यूनिट प्रति वर्ष हो जाता है 4 डिवाइडेड बाय 12 प्रति यूनिट पर महीना इसलिए 1 बाय 3 प्रति यूनिट प्रति महीना माह तो अब हम क्या करें हम 1000 का ऑर्डर देकर 1 महीने की शुरुआत करते हैं इसलिए 1 महीने की शुरुआत इन्वेंट्री 1000 है इसलिए मुझे उन बिंदुओं को लिखना चाहिए जो हम ऑर्डर करते हैं शायद एक अलग रंग जैसे कि पीले रंग का उपयोग करके इसलिए हमारे पास यहां 1000 ऑर्डर होंगे Y 3 1800 है यह 2100 है मुझे क्षमा करें 1200 17001000 1900 1400 तो 1 महीने की शुरुआत इन्वेंट्री 1000 हैसमाप्ति इन्वेंट्री 00 है तो 1000 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2 800 है 2 महीने की शुरुआत इन्वेंटरी 600 है और समाप्त इन्वेंट्री 0 है इसलिए औसत एवरेज इन्वेंट्री 300 है 3 महीने की शुरुआत इन्वेंट्री 1800 है समाप्त इन्वेंट्री 800 होती है तो 2600 डिवाइडेड बाय 2 1300 है 4 वें महीने की शुरुआत इन्वेंट्री 800 है समाप्त इन्वेंट्री 0 होती है इसलिए आपको 400 मिलते हैं 5 वें महीने 1200 एंडिंग इन्वेंटरी 0 है इसलिए हमें 600 मिलते हैं 6 वें महीने 1700 प्लस 800 डिवाइडेड बाय 2 इसलिए 1250 7 वां महीना 400 होगा 8 वां महीना 500 होगा 9 वां महीना 1900 है प्लस 700 डिवाइडेड बाय 2 1300 होगा 10 वां महीना 350 है 11 वां महीना 1100 है और 12 वां महीना 400 है अब400 आता है 1100 आता है क्योंकि हम 1400 का ऑर्डर करते हैं इस महीने के अंत में एंडिंग इन्वेंट्री 800 है 1400 प्लस 800 है 2200 डिवाइडेड बाय 2 है इसलिए यह अब बन जाएगा 2100 प्लस अब हम पहले केवल 50 शब्द जोड़ते हैं 1250 प्लस 350 1600 है 2400 2700 4000 44005000 5400 5900 6200 7200 8300 प्लस 400 है 8700 डिवाइडेड बाय 3 है तो यह 2900 प्लस 2100 है जो कि 5000 है इष्टतम होगा अगर हम औसत इन्वेंट्री पर विचार करें तो इष्टतम पर उद्देश्य फ़ंक्शन का मूल्य इसलिए महत्वपूर्ण धारणाओं के लिए एक त्वरित पुनरावृत्ति के लिए महत्वपूर्ण धारणाएं हैं कि वैगनर और व्हिटिन धारणा है कि हमने एक ऑर्डर दिया है जब इन्वेंट्री 0 है और जब हम एक ऑर्डर देते हैं तो हम उस अवधि पीरियड के लिए एक ऑर्डर देते हैं या कुछ मांगे डिमांड निश्चित समय K पीरियड्स के लिए जब अवधि की शुरुआत में इन्वेंट्री होती है तो हम एक ऑर्डर नहीं देंगे और यह इन्वेंट्री होनी चाहिए कम से कम इस महीने की मांग को पूरा करने के लिए और सैद्धांतिक रूप से महीने की एक अभिन्न संख्या की मांग को पूरा करने के लिए अभी से शुरू हो रहा है इसलिए उन दो मान्यताओं के तहत हमने इस समस्या को तैयार किया समस्या को डायनेमिक प्रोग्रामिंग द्वारा भी हल किया जा सकता है लेकिन हमने पूर्णांक प्रोग्रामिंग द्वारा वाई i को माइनस के रूप में परिभाषित करके हल किया अब हम जो जानते हैं उसके साथ एक बहुत जल्दी तुलना करते हैं अब हम वापस जाते हैं और वार्षिक मांग के अनुसार इसे 10000 लेते हैं आर्थिक आदेश मात्रा समस्या से इस समस्या का महत्वपूर्ण विचलन है अब 12 से अधिक अवधि के लिए मांगें दी गई हैं जबकि वार्षिक माँग के रूप में 10000 वार्षिक मांग दी गई थी और मांग हर समय समान होती है अब मांग यहाँ बदलती है मूल e o q को हमने अनंत क्षितिज में ग्रहण किया अब 12 समय अवधि का परिमित क्षितिज है फिर भी हम एक तुलना करते हैं अब अगर हमने इस 10000 को वार्षिक मांग के रूप में लिया है और फिर आर्थिक आदेश मात्रा और संबंधित कुल लागत का पता लगाने के लिए आर्थिक आदेश मात्रा सूत्र का उपयोग करें तो जब हम ऐसा करते हैं इसलिए हम D को 10000 के बराबर C naught को 300 C c को 4 प्रति यूनिट प्रति वर्ष के बराबर लिख सकते हैं अब Q C c द्वारा 2 DC पर रूट के बराबर है जिसे हमने पहले वाले व्याख्यान 122474 में पहले ही गणना कर लिया है और तब हम यह भी जानते हैं कि इसके लिए कुल लागत 2 DC naught Cc से अधिक रूट है जो हमें 489898 देगा अब हमें पहले समझना होगा यह एक निश्चित अनुमानों के तहत एक पूर्णांक प्रोग्रामिंग समस्या का एक इष्टतम समाधान है जो हमें 5000 देता है आर्थिक आदेश मात्रा का सबसे अच्छा मूल्य यह मानते हुए कि यह 10000 की वार्षिक मांग है 489898 है और यह उस 5000 से थोड़ा कम है यह बहुत स्पष्ट है कि यह मामूली रूप से अधिक क्यों था वह है क्योंकि यह समस्या कई कारणों से और अधिक बाधा है अब एक है यह है एक परिमित अवधि है यह एक अनंत अवधि है इसकी मांग समय के साथ बदलती रहती है यहां आपकी मांग है कि समय के साथ बदलती नहीं है तो सिद्धांत रूप में यह एक बाधा समस्या है तो यह हमें 5000 देता है लेकिन तब हमें इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए अगर यह प्रयोग करने योग्य है अब हम यह देखते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है और हम इसका उपयोग क्यों नहीं कर पाएंगे अब यह करने के लिए कि हम वापस जाएं और पता करें यदि ऑर्डर की मात्रा 122474 है तो प्रति वर्ष n के आदेश की संख्या 10000 को 122474 से विभाजित किया जाएगा और हम जल्दी से गणना करते हैं कि वह 82 होगी तो हम इसे 82 ऑर्डर कहते हैं वास्तव में 817 आइए हम इसे 82 ऑर्डर कहते हैं अब 12 महीनों में 82 ऑर्डर होने जा रहे हैं इसलिए हम प्रति माह ऑर्डरिंग आवृत्ति कहते हैं कितने ऑर्डर 12 को 82 से विभाजित डिवाइड किया जाता है जो लगभग 15 है हमें प्रति माह लगभग 15 ऑर्डर करने के लिए अनुमानित करें फिर 12 महीनों में 82 ऑर्डर करें हमारे पास हर 15 महीने में एक ऑर्डर है अब उदाहरण के लिए हम ऑर्डर करने जा रहे हैं जैसे कि हम कहते हैं कि 122474 इसे लगभग 1225 तक अनुमानित कर देते हैं जो कि बहुत गलत अनुमान नहीं है तो हमारा 1st ऑर्डर 1225 है अब हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम क्या करते हैं इसके साथ इसलिए हम इसके माध्यम से 400 की पहली महीने की मांग को पूरा कर सकते हैं इसलिए 1 महीने के अंत में हमारे पास 825 होंगे लेकिन फिर कहीं बीच में 05 महीने के बाद हमारे पास एक और 1225 आने वाला है तो दूसरे महीने के 600 हम वास्तव में मिल सकते हैं लेकिन कहीं न कहीं हमारे बीच में आने वाला 1225 होगा इसलिए इसके अंत में हमारे पास 225 प्लस 1225 होंगे इसलिए हमारे पास 1225 प्लस 225 जो कि 1500 है 2 महीने हमारे पास हर एक और डेढ़ महीने में एक ऑर्डर होगा तो हमारे पास 1500 होंगे यह 1 महीने की शुरुआत है तो 1 महीने का अंत 2 महीने का अंत हमारे पास 1500 होगा अब यहां 1000 से मिलें इसलिए हमारे पास इस महीने के अंत में 500 होंगे अब आधे रास्ते में अगला ऑर्डर आधा आने वाला है अब 1 ऑर्डर वास्तव में यहाँ आया है दूसरा ऑर्डर इस बिंदु पर आएगा तो 500 प्लस 1250 1750 होगा ऑर्डर होगा इसलिए हमारे पास 1750 यहां होंगे 3 के अंत में यही 3 के अंत में इन्वेंट्री होगी और इसी तरह इसलिए वास्तव में हमें एहसास होगा कि हम ऐसा करके पूरी मांग को पूरा कर पाएंगे वास्तव में हम इस मामले में ऐसा करने में सक्षम होंगे अगर हम इस तरह की गणना जारी रखेंगे हम वास्तव में यह दिखाने में सक्षम होंगे कि हम 12 महीने की मांग को उचित रूप से आदेश देकर पूरा कर सकते हैं उस पर कोई मुद्दे नहीं हैं एकमात्र स्थान क्यों भले ही यह एक संभव समाधान होगा अगर हम दिखाते हैं तो यह एक संभव समाधान होगा जिसकी लागत 489898 के बराबर होगी लेकिन फिर यहां इष्टतम समाधान दिखाएगा हमें ऑर्डर नहीं देने के लिए कहेगा कहीं बीच में यहां और इसी तरह इष्टतम समाधान हमें इन बिंदुओं पर थोड़ा अधिक 5000 के साथ ऑर्डर करने के लिए कहेगा इसलिए हमें यह समझाने की आवश्यकता है कि अंतर क्यों होता है अनिवार्य रूप से अंतर इसलिए होता है क्योंकि जब हमने यह गणना की थी यह गणना कुल लागत पर आधारित थी T c बराबर है D के बाय Q C naught प्लस Q बाय 2 Cc अब औसत इन्वेंट्री को Q बाय 2 के रूप में लिया गया था जो यहाँ से आता है जो इस धारणा पर आधारित था कि मांग हर उदाहरण में D अब जिस समय हम समस्या को समय की मांग के अनुसार बदलते हुए देखते हैं मांग हर उदाहरण पर D नहीं है मांग अलग है इसलिए Q बाय 2 की शुद्धता औसत इन्वेंट्री का प्रतिनिधित्व करने के रूप में प्रश्न में आती है तो Q बाय 2 इस का सही अनुमान नहीं है इसलिए अगर हम इस के बजाय Q बाय 2 का उपयोग करते हैं और फिर ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो ऑप्टिमाइज़ेशन भाग सही विभेदित होता है और इसे 0 पर सेट करना और इसे सही करना लेकिन Q बाय 2 Cc औसत इन्वेंट्री का प्रतिनिधित्व करने का सही तरीका नहीं है और क्योंकि औसत इन्वेंट्री का गलत तरीके से यहां प्रतिनिधित्व किया गया था इसने हमें 489898 दे दिया जबकि इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है जिस तरह से हमने इसे इस फॉर्मूलेशन में किया है इस उत्तर को प्राप्त करने के लिए 5000 का मूल्य प्राप्त करने के लिए इसलिए प्रति आदेश आर्थिक आदेश मात्रा का उपयोग करना और इसे लागू करना भले ही यह लागू हो क्योंकि इस उदाहरण में यह लागू करने योग्य है यह ठीक है लेकिन तब औसत इन्वेंट्री की शुद्धता प्रश्न में आ जाएगी और जब हम वास्तव में इस शब्द को समाधान के लिए जो कि 1225 है हर डेढ़ महीने में सही करते हैं और यदि हम इस गणना को करते समय शब्द को सही करते हैं जब हम इस गणना को करते हैं तो हम इस शब्द को सही करते हैं तब आपको उदाहरण के लिए पता चलता है कि औसत इन्वेंट्री Q बाय 2 नहीं होगी यह कुछ और अधिक होगी जो मैं अंततः हमें एक नंबर दूंगा 5000 से थोड़ा अधिक है इसलिए हमें इस पद्धति का उपयोग करने की आवश्यकता है जब हम वास्तव में समस्याओं पर काम करते हैं तो समय की मांग बदलती है और आर्थिक आदेश मात्रा अनुमानित नहीं होती है अब एक अन्य क्षेत्र जहां आर्थिक आदेश मात्रा पीड़ित हो सकती है अब मान लीजिए कि इसके बजाय यह कुल मांग 10000 है लेकिन तब अगर हम कहें कि 1 अवधि की मांग 400 नहीं है बल्कि तर्क के लिए है यदि पहली अवधि की मांग स्वयं 2000 है अब बाकी मांगें ऐसी हैं कुल वार्षिक मांग 10000 है जिसका अर्थ है शेष 11 अवधियों के लिए मांग वास्तव में 8000 है इसलिए कि कुल मांग 10000 हो जाती है फिर इस मॉडल का उपयोग करने के बजाय जो कि वैगनर व्हिटिन एल्गोरिथ्म है अगर हम आर्थिक ऑर्डर मात्रा से गए थे और कहा था कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो आर्थिक ऑर्डर की मात्रा आपको 122474 ऑर्डर करने के लिए कहती है इसी पर आधारित वही 10000 इसलिए हम शुरू में 122474 से शुरू करते हैं और फिर हमारा अगला आदेश डेढ़ महीने के बाद होने वाला है क्योंकि यह 82 और 15 महीने है इसलिए यदि हम मानते हैं कि जनवरी के पहले दिन में आपने 1225 का आदेश दिया है और उनका अगला आदेश आप 15 फरवरी के आसपास बनाने जा रहे हैं जो अब से डेढ़ महीने का है तो आपको 1225 के साथ डेढ़ महीने की मांग को पूरा करना होगा जो आपके पास है अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 महीने की मांग ही 2000 है इसलिए हमें कमी के लिए मजबूर किया जाएगा और फिर हमने ऐसा करने में कमी को शामिल नहीं किया है इसलिए एक अन्य कारण के लिए आप सीधे आर्थिक आदेश मात्रा सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं और फिर कहते हैं कि मैं समय की मांग की देखभाल करने के लिए इसे उपयुक्त रूप से संशोधित करूंगा इस तरह के एक उदाहरण में जहां यह आप नहीं जानते हैं आपके पास वास्तविक शिखर नहीं है एक महीने में 2000 की मांग है जबकि अन्य 11 महीनों में 8000 की मांग है जाहिर है कि यहां एक शिखर है जबकि यदि हम इन संख्याओं को देखते हैं तो आप देखते हैं कि वे हैं यथोचित रूप से के औसत मूल्य 1000 के आसपास या थोड़ा कम 833 के औसत मूल्य के आसपास फैला हुआ है यह एक तरह से फैला हुआ है भले ही आपके यहां 1200 है लेकिन यदि मांग में से एक चोटी दिखाई देती है तो आर्थिक आदेश मात्रा इकोनामिक ऑर्डर क्वांटिटी के संशोधन को लागू करने से हमें कमी होगी इसलिए इस दृष्टिकोण की सिफारिश नहीं की जाती है जबकि इस दृष्टिकोण की सिफारिश की जाती है अब हम करते हैं इसको देखने के बाद आइए हम इसके कुछ और उदाहरणों को देखें एक है इस समस्या को एक पूर्णांक इंटिजर प्रोग्रामिंग समस्या के रूप में तैयार और हल किया गया है जहां Y i's बाइनरी वेरिएबल और X i थे पूर्णांक इंटिजर के रूप में परिभाषित किए गए थे मैं थोड़ा पहले भी उल्लेख करता हूं कि वास्तव में उन्हें पूर्णांक इंटिजर के रूप में रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि मांगें स्वयं पूर्णांक हैं लेकिन Y i's का बाइनरी होना जरूरी है अब इसके लिए एक पूर्णांक इंटिजर प्रोग्रामिंग सॉल्वर की आवश्यकता होगी और यदि हम इसे बड़ी समयावधि के लिए कर रहे हैं तो पूर्णांक प्रोग्रामिंग में थोड़ा अधिक समय लग सकता है हम सामान्य रूप से अनुमान लगाते हैं और हमें अधिक परिष्कृत सॉल्वर की आवश्यकता होती है तो सवाल है क्या हम इस समस्या को हल करने की कोशिश कर सकते हैं और वास्तव में इष्टतम समाधान के बारे में चिंता नहीं कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें और इष्टतम समाधान के पास अच्छा करें दूसरा मुद्दा जो आता है अब यह पूर्णांक प्रोग्रामिंग फॉर्मूला बनाया जा सकता है यदि हमारे पास समय की एक सीमित संख्या है यदि हमारे पास एक स्थिति है जहां हम परिमित समय अवधि नहीं चाहते हैं यदि हम किसी विशेष वस्तु की मांग के बारे में अभ्यास करते हैं और कहते हैं कि पूर्वानुमान निरंतर होता है और फिर एक रोलिंग प्रकार का पूर्वानुमान है जहां शुरुआत में 1 साल के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है और फिर एक चौथाई के बाद 3 महीने के बाद एक और 1 साल के लिए पूर्वानुमान बनाया जाता है इसलिए पूर्वानुमान लुढ़क रहा है और कुछ अर्थों में इस संख्या का कोई अंत नहीं है इसलिए यदि ऐसा है तो इस संख्या का कोई अंत नहीं है हम उस सूत्रीकरण को नहीं बना सकते हैं क्योंकि यह सूत्रीकरण एक परिमित समय अवधि के लिए है इसलिए सवाल यह है कि हम परिस्थितियों को देखने के लिए इसे कैसे बढ़ाते हैं जहां हमारे पास समय अवधि नहीं है अब क्या हम इसे बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं जवाब नहीं है क्योंकि हमें यह जानने की जरूरत है कि कितने समय हैं ये सभी योग हैं तो आपको यह जानना होगा कि आपको कितने समय की आवश्यकता है तो स्थितियों को संभालने के लिए जो अधिक व्यावहारिक हैं जहां समय अवधि तय नहीं है और परिभाषित नहीं है हमें उन आंकड़ों को देखने की जरूरत है जो इस इष्टतम समाधान के तुलनीय समाधान देते हैं इसलिए हम अगले व्याख्यान में ऐसे कुछ आंकड़ों को देखते हैं